ओपन ऑनलाइन कोर्स कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ़ मशीन टूल्स एंड प्रोसेसेज के 16वे व्याख्यान में दर्शकों का स्वागत करते है तो इस बार हम पूरी तरह से नए प्रसंग 3 D मशीनिंग बेसिक अवधारणाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं अब तक हमने सीएनसी प्रोग्रामिंग इंटरपोलेशन आदि के बारे में चर्चा की है अब यह 3 D मशीनिंग है सबसे पहले हमें 3 डाइमेंशनल मशीनिंग की आवश्यकता क्यों है और आखिर 3 डाइमेंशनल मशीनिंग क्या है 3 डाइमेंशनल मशीनिंग में अनिवार्य रूप से कटर के 3 डाइमेंशनल मूवमेंट शामिल हैं ठीक तो यह केवल 2 डाइमेंशनल में घूमने वाले कटर नहीं है और 2 डाइमेंशनल मान लीजिए प्लेट जैसे प्रोफाइल को काट रहा है इत्यादि नहीं इसमें कटर की एक साथ 3 एक्सिस गति शामिल है कुछ 3D मशीनिंग अनुप्रयोगों के कुछ उदाहरण आम तौर पर जब भी हमारे पास कुछ जटिल आकृतियों और सतहों को करने के लिए होता है तो हम 3 डाइमेंशनल मशीनिंग का सहारा लेते हैं उदाहरण के लिए हम डाई सरफेस की छाप कर सकते हैं ठीक जब दो डाई एक साथ आ रहे हैं और कुछ सामग्री को एक निश्चित आकार में दबा रहे हैं हमारे पास इंप्रेशन डाई है और मशीन में या इन इंप्रेशन के निर्माण के लिए हमें 3 डाइमेंशनल मशीनिंग के लिए जाना पड़ सकता है यह इन डाई को पाने का एकमात्र तरीका नहीं है लेकिन यह निश्चित रूप से एक तरीका है फिर टरबाइन प्रोपेलर ब्लेड जिनमें जटिल आकार होते हैं इन्हें 3 डाइमेंशनल मशीनिंग द्वारा निर्मित किया जा सकता है एरोफिल्स का मतलब है कि किसी भी प्रकार और चिकित्सा प्रत्यारोपण जिसमें अनियमित आकार मूर्तियां कलात्मक वस्तुएं हैं ये केवल कुछ उदाहरण हैं जहां हम 3 डाइमेंशनल मशीनिंग का अनुप्रयोग कर सकते हैं यह कार बॉडी प्रोडक्शन का एक उदाहरण है कार बॉडी आम तौर पर शीट मेटल से बनी होती है जो एक विशेष तरीके से विकृत होती है जो कुछ डिज़ाइन आवश्यकताओं को पूरा करती है और हमारी एसथेटिक सेंस को भी पूरा करती है इसका मतलब कि इसमें इंजीनियरिंग आवश्यकताओं के अलावा कुछ एसथेटिक सेंस भी हैं तो इस मामले में 2 डाई होंगे जो शीट मेटल को आवश्यक आकार और मात्रा को 2 साइड से दबाते हैं जो हम चाहते हैं ये डाई सामग्री वे बहुत कठिन हो सकते हैं और यह उच्च शक्ति तापमान प्रतिरोधी सामग्री का हो सकता है और एक ब्लॉक से मटेरियल को निकालना और इन 2 डाई फेसेज को प्राप्त करना मुश्किल होगा इसका मतलब है कि अगर हम 3 डाइमेंशनल मशीनिंग की मदद से इनको बनाने की योजना बनाते हैं तो यह कोई संदेह नहीं है लेकिन इसके लिए उपकरणों की वजह से बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता होगी टूलींग व्यय अधिक होगा क्योंकि हमें मजबूत कठोर सामग्री में कटौती करनी होगी टूल वियर अधिक होगा और इसलिए टूलींग के लिए व्यय काफी अधिक होगा इसके बजाय हमारे पास ग्रेफाइट या तांबे के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं और हम सामग्री को हटाने और डाई सरफेस प्राप्त करने के लिए डाई सिंकिंग मोड में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग लगा सकते हैं बशर्ते कि डाई कंडक्टिव सामग्री से बना हो जो धातुओं और मिश्र धातुओं के लिए सबसे अधिक है इसलिए पारंपरिक मशीनिंग द्वारा 3 डाइमेंशनल मशीनिंग के मामले में टूलींग लागत के कारण भारी व्यय को रोकने के बजाय हम दूसरों के तरीकों के लिए जाते हैं पारंपरिक मशीनिंग द्वारा यहां मेरा मतलब है हार्ड मटेरियाएल तेज धार की मदद से नरम हिस्से से सामग्री निकालना उस मशीनिंग प्रक्रिया का उपयोग करने के बजाय हम डाई सिंकिंग मोड में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग को काम में ले रहे हैं और तांबे या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की मदद से डाई सामग्री पर आकार प्राप्त कर रहे हैं लेकिन समस्या यह है कि शुरू में हम इस जटिल 3 डाइमेंशनल आकृति का उत्पादन कैसे करते हैं इस बार अब इलेक्ट्रोड पर हालांकि भले ही डाई सामग्री बहुत कठोर और सख्त और मजबूत है आदि लेकिन ग्रेफाइट या तांबे वे ऐसा नहीं हैं ग्रेफाइट और तांबे को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है निश्चित रूप से इन सामग्रियों के साथ अन्य मुद्दे हैं लेकिन कम से कम वे इस तरह के उपकरण पहनने के बिना मशीनी हैं तो अगर यह उल्टा इलेक्ट्रोड है जो पहले इस्तेमाल किया गया था तो हम 3 डाइमेंशनल मशीनिंग केंद्र पर एक बॉल इनडेड मिलिंग कटर का उपयोग कर सकते हैं और इसे काट सकते हैं इसलिए यहां 3 डाइमेंशनल मशीनिंग के अनुप्रयोग की बहुत आवश्यकता है अब जब भी हमारे पास जटिल सतह होता है इसे मशीन शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें इस जटिल सतह को कटिंग प्रक्रिया में मशीन प्लान करना होगा हम इसमें कटौती करने के लिए कैसे जा रहे हैं उस स्थिति में सबसे पहले हमें इस सतह को किसी न किसी रूप में कम से कम अपने दिमाग में और फिर कंप्यूटर मेमोरी में रखना होगा और बाद में इसे एक भौतिक सतह के रूप में साकार करना होगा इसलिए इसके लिए कुछ फ्री फॉर्म सरफेस मॉडलिंग के तरीके मौजूद हैं फ्री फॉर्म की सतह के पासकोई निश्चित रूप नहीं होता है और इसे स्पेस में कई समन्वय बिंदुओं के इंटरपोलेशन या सम्मिश्रण द्वारा परिभाषित किया जा सकता है मेरे पास स्पेस में कुछ बिंदु हैं और उनके समन्वय मूल्यों को मिलाकर मैं एक विशेष सतह को परिभाषित कर सकता हूं मैं इन कोऑर्डिनेट बिंदुओं को अपनी इच्छा के अनुसार रख सकता हूं ताकि अगर मुझे आवश्यकता हो तो मैं इन आकृतियों को बदल या संशोधित कर सकूं इन्हें स्कल्पचरड सतहें फ्री फॉर्म सतहें वगैरह भी कहा जाता है ये 2 उदाहरण हैं MATLAB प्रोग्रामिंग का उपयोग करके हमने फ्री फॉर्म सतहों के कुछ उदाहरण विकसित किए हैं और कुछ सतहें उपलब्ध हैं मेरा मतलब है कि इस तरह की सतहों का प्रतिनिधित्व करने की कुछ तकनीकें उपलब्ध हैं जैसे कि बेज़ियर सतहें B स्पलाइन सतह गैर समान रेशनल B स्पलाइन सतहें वगैरह जब भी CAD मॉडल विकसित किया जाता है और उस CAD मॉडल से कटर पथ उत्पन्न होते हैं तो अंततः उस CAD मॉडल के सभी सतह तत्वों को NURBS द्वारा दर्शाया जाता है और फिर उससे कटर पथ उत्पन्न होते हैं यहाँ हमने एक सतह दिखाई है और आप उस विशेष सतह के ऊपर कुछ छोटी लाल या बल्कि नीली डॉटेड लाइन एँ देख सकते हैं ये कटर पथ हैं इसका मतलब है कि बॉल इंडेड कटर पथ के केंद्र बिंदुओं के साथ लोकस पॉइंट होंगे ये बॉल एंड के केंद्र बिंदुओं के रूप में इंगित करते हैं हमारे पास इसे समझने के लिए बाद में एक उदाहरण भी होगा तो सबसे पहले हम एक बॉल इंडेड कटर की बात क्यों कर रहे हैं फ्री फॉर्म सतह में मशीनिंग मान लें कि यह विशेष कटर है जो एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के बारे में घूम रहा है और एक गोलाकार के आकार में समाप्त होने वाला सिलैंडरिकल आकार है इस तरह के कटर को 3 अक्ष मशीनिंग के लिए पसंद किया जाता है और यह एक विशिष्ट फ्री फॉर्म सतह है जिसे दिखाया गया है मशीन किया जाएगा अब हम एक फ्लैट एंड मिलिंग कटर के बजाय विशेष रूप से बॉल एंड कटर का चयन क्यों करते हैं दायीं ओर एक मिलिंग कटर भी है जो कि एक फ्लैट एंड मिलिंग कटर ठीक है यह एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के बारे में घूम रहा है यह 3 अक्ष मशीनिंग के लिए पसंद नहीं है लेकिन यह एक पसंद किया जाता है और इसका कारण चित्र के द्वारा बहुत स्पष्ट किया गया है यह इस घुमावदार भाग को मशीन नहीं कर सकता है क्योंकि यह एक क्षैतिज अक्ष के बारे में नहीं घूम सकता है और किसी भी विन्यास को नहीं ले सकता है लेकिन इसके लिए अवतल भाग की वक्रता की त्रिज्या प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है या दरारें बॉल इंडेड मिलिंग कटर त्रिज्या से भी बड़ी है मिलिंग कटर यह किसी भी ऐसे अवतल हिस्से तक पहुंच सकता है और इसे मशीन कर सकता है जबकि फ्लैट एंड कटर नहीं कर सकता है इसलिए यह बॉल एंड मिलिंग कटर पसंद किया जाएगा और यह नहीं होगा हालाँकि यदि आपके पास अधिक परिष्कृत मशीन है तो यह हमेशा ऐसा नहीं होता है यदि आपके पास एक 5 अक्ष मशीन है जहां कटर को क्षैतिज अक्ष के बारे में घुमाया जा सकता है तो एक बार इस तरह और एक बार दूसरे रास्ते से होने के बाद ठीक एक बार इस अक्ष के साथ और दूसरी बार कागज के प्लेन से निकलने वाली धुरी के साथ यदि इसे इन 2 अक्षों के बारे में घुमाया जा सकता है तो इस विशेष सतह को मशीन करने के लिए एक फ्लैट इंडेड मिलिंग कटर भी बनाया जा सकता है क्योंकि यह अब अपने किनारे से कटते हुए अंत तक सही जाने में सक्षम होगा तो 5 अक्ष मशीन 3 डाइमेंशनल सतह को काटने के लिए एक फ्लैट इंडेड मिलिंग कटर का उपयोग करना संभव बनाता है और संयोग से यह बॉल इंडेड मिलिंग कटर की तुलना में एक उच्च सर्फेस फिनिश प्राप्त कर सकता है अब हम 3 एक्सिस मशीनिंग को थोड़ा और विस्तार से देखें मैंने कुछ कटर पथ तैयार किए हैं आप देख सकते हैं कि यह एक ब्लॉक से इस सामग्री को काट रहा है फ्री फार्म सरफेस धीरे धीरे आकार ले रही है लेकिन बहुत प्रमुखता से कटर पथ मौजूद हैं उन्हें सतह के ऊपर देखा जा सकता है और वे डिजाइन की सतह से मामूली विचलन बना रहे हैं डिजाइनर निश्चित रूप से सतह के साथ इन छोटे स्कैलप या उत्कीर्ण हिस्से नहीं रहे होंगे हां यह निश्चित रूप से डिजाइन नहीं किया गया था और यह निश्चित रूप से डिजाइन की सतह का हिस्सा नहीं था लेकिन फिर भी आप इसे से बच नहीं सकते हैं क्योंकि कटर से गुजरते समय ये निश्चित रूप से खांचे उत्पादन करेंगे इसलिए चूंकि हम इससे बच नहीं सकते हैं इसलिए हम इसके लिए कुछ नामकरण करते हैं और उन तरीकों की पहचान करते हैं जिनसे हम सतह पर इन अवांछनीय सुविधाओं को कम कर सकते हैं उदाहरण के लिए इस एक को फॉरवर्ड स्टेप कहा जाता है यह उन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का प्रतिनिधित्व करता है जिसके द्वारा कटर वक्रतापूर्ण पथ का अनुमान लगाता है समय कटर इस तरफ से उस ओर जाते लगातार एक सतत वक्र के साथ नहीं चलता है बल्कि यह छोटे सीधी रेखा वाले खंडों में चला जाता है जैसा कि हमने वक्रता प्रक्षेप के मामले में चर्चा की थी वक्रता प्रक्षेपक के मामले में हम वक्र पथों को छोटी सीधी रेखा वाले खंडों में तोड़ते हैं और इन्हें फॉरवर्ड स्टेप कहा जाता है फॉरवर्ड स्टेप वास्तविक घुमावदार मार्ग और किसी न किसी रूप टोलरेंस से कटर पथ विचलित करते है इसे परिभाषित किया गया जो इन फॉरवर्ड स्टेप सेगमेंट की लंबाई को प्रतिबंधित करता है हम उस पर अधिक विस्तृत चर्चा करेंगे तो कटर को दिखाया गया है यह फॉरवर्ड स्टेप ले रहा है और चल रहा है लेकिन एक बार पूरा रास्ता दूसरे छोर पर समाप्त हो जाने के बाद यह एक साइडस्टेप लेता है जिसे आकृति साइडस्टेप या टूल पथ अंतराल पर दिखाया गया है एक साइडस्टेप लिया गया है यह वर्कपीस के दूसरे रास्ते पर अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है और इन उत्कीर्ण भागों को स्कैलप्प्स कहा जाता है इसलिए इन उत्कीर्ण अंशों को अपनी बारी में ठीक उसी तरह जैसे कि फॉरवर्ड स्टेप डिजाइन की सतह से विचलन पैदा कर रहे हैं और उन्हें फार्म टोलरेंस के माध्यम से सहन किया जाता है यहां साइड स्टेप्स सतह खुरदरापन पैदा कर रहे हैं और हमारे पास इन उत्थान भागों का एक सहनीय मूल्य होगा ताकि सभी इन उत्कीर्ण अंशों को या तो सहिष्णुता मूल्य के भीतर रहना होगा या अधिमानतः उन सभी को हर जगह समान ऊंचाई का होना चाहिए जो प्राप्त करना अधिक कठिन है हम इन उत्कीर्ण अंशों को पसंद नहीं करते जिन्हें स्कैलप्स कहा जाता है लेकिन इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हम पूरी तरह से उनके साथ दूर नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम इस बढ़त या खुरदरापन के एक सहनीय मूल्य को परिभाषित करते हैं जो इन टू एंड फ्रो गतियों का परिणाम है यह उसी आकृति के थोड़े अधिक आवर्धित रूप में समान आकृति है इसलिए फॉरवर्ड स्टेप और साइड स्टेप्स हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं संक्षेप में आगे के कदम की लंबाई फार्म टोलरेंस द्वारा प्रतिबंधित है साइडस्टेप की लंबाई सतह खुरदरापन द्वारा प्रतिबंधित है और विभिन्न कटर पथ की रणनीति ने फॉरवर्ड स्टेप और साइड स्टेप्स के चयन के लिए विभिन्न मानदंडों को नियोजित किया ऐसे मानदंडों के आधार पर कटर पथ निर्माण की 3 विधियां हैं जिन्हें आइसोपरामैट्रिक इसोपलानर और इसोस्कोप विधि के रूप में जाना जाता है ये मुख्य हैं अन्य भी मौजूद हैं अब स्मूथ सर्फेस से जुड़े कुछ ज्योमैट्रिक विशेषताओं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं मान लीजिए कि यहाँ एक स्मूथ सर्फेस है और विभिन्न बिंदुओं पर मुझे सामान्य का पता लगाने में दिलचस्पी है इसलिए मैंने अलग अलग बिंदुओं पर उस सतह से निकलने वाली कुछ सीधी रेखाएँ खींची हैं और मैं उन्हें नॉर्मल कॉल कर रहा हूँ नॉर्मल क्या है क्या सतह पर किसी विशेष बिंदु पर एक से अधिक नॉर्मल हैं सतह पर एक विशेष बिंदु पर सतह पर किसी विशेष बिंदु पर अलग अलग दिशाओं में अनंत संख्या में स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं लेकिन केवल एक नॉर्मल बाहर आ रही है यह नॉर्मल कैसे परिभाषित है नॉर्मल इन सभी स्पर्शरेखाओं के लंबवत होता है जो इस बिंदु पर सतह पर मौजूद होते हैं मेरा मतलब है सतह इस बिंदु पर जिसका अर्थ है कि नॉर्मल को आसानी से किसी भी 2 स्पर्शरेखा के क्रॉस प्रोडक्ट द्वारा गणना की जा सकती है इसलिए यदि आप किसी विशेष बिंदु पर नॉर्मल का पता लगाने के इच्छुक हैं तो आप सतह पर उस विशेष बिंदु पर केवल 2 स्पर्शरेखा का पता लगा सकते हैं और क्रॉस का पता लगा सकते हैं उन दोनों के बीच प्रोडक्ट जो वेक्टर को नॉर्मल की दिशा में बताएगा इसलिए ये सभी नॉर्मल हैं और ये सभी नारंगी रेखाएं सतह के इस विशेष बिंदु पर स्पर्शरेखा हैं और निश्चित रूप से यह हमारे लिए रुचि है क्या ये नॉर्मल लंबवत हैं जवाब है नहीं वे जरूरी नहीं ऊर्ध्वाधर हैं लेकिन वे ऊर्ध्वाधर प्लेन में निहित हो सकते हैं तो यह कटर है जब कटर इस बिंदु पर सतह को छू रहा है तो सतह पर नॉर्मल अनिवार्य रूप से कटर का केंद्र होगा ठीक तो सतह के लिए नॉर्मल रूप से अनिवार्य रूप से कटर के इस गोलाकार अंत का केंद्र होगा इसलिए हम समझते हैं कि यह नॉर्मल जो सतह के इस बिंदु पर निकल रहा है वह इस केंद्र से गुजर रहा है जिसे दिखाया गया है इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं यह यह चित्र स्पष्ट कर देगा सबसे पहले हम 3 अक्ष मशीनिंग के संबंध में 2 प्रकार के बिंदुओं के बीच अंतर कर रहे हैं अगर हमारे पास सतह के संबंध में एक बॉल इंडेड मिलिंग कटर है जिस बिंदु पर सतह छूती है इसे कटर संपर्क बिंदु CC बिंदु कहा जाता है तो तीन संपर्क बिंदु हैं स्पष्ट रूप से कटर संपर्क बिंदु कटर ज्यामिति के संबंध में स्थिर बिंदु नहीं हैं कटर कंटेंट बिंदु कहीं भी हो सकता है इसलिए यदि हम एक कटर की पहचान करते हैं तो कटर संपर्क बिंदु विशिष्ट रूप से अवस्थित नहीं है यदि हम सतह पर एक कटर संपर्क बिंदु की पहचान करते हैं तो कटर को विशिष्ट रूप से वहां अवस्थित नहीं किया जा सकता है हमें इससे क्या मतलब है कटर पर विभिन्न बिंदु उसके संपर्क में हो सकते हैं यदि हम 1सेंट कटर संपर्क बिंदु लेते हैं तो यह उपकरण को उसके दाहिने हाथ की तरफ 2nd कटर बाईं ओर छू रहा है 3rd के टूल को टूल को उसके अंतिम बिंदु पर छू रहा है इस तरह इसलिए अगर मैं आपको बहुत सारे कटर संपर्क बिंदु देता हूं तो आप सबसे नीचे वाला कटर सीधे उन सभी कटर संपर्क बिंदुओं के संपर्क में कह सकते हैं और कह सकते हैं कि ये टूल पोजीशन होनी चाहिए नहीं यह एक उदाहरण है मान लीजिए कि यह एक कटर संपर्क बिंदु है यह एक कटर संपर्क बिंदु है अगर मैं आपसे पूछूं तो संबंधित टूल पोजीशन का पता लगाएं पीले रंग की स्थिति मनमाने ढंग से चिह्नित करती है मैंने हमेशा इन बिंदुओं के माध्यम से उपकरण के सबसे नीचे बिंदु को रखा है यह गलत है क्यों क्योंकि निश्चित रूप से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उपकरण का हिस्सा अंदर है और उपकरण का एक बड़ा हिस्सा या कटर सतह के अंदर है जिसका अर्थ है कि अगर मैं इस स्थिति का उपयोग करता हूं तो जॉब का कुछ भाग मशीन होगा तो कटर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि यह सतह और कटर संपर्क बिंदु के लिए स्पर्शरेखा होनी चाहिए इसलिए अगर हमें उस कटर को स्पर्शरेखा में अवस्थित करना है तो यह एकमात्र संभव स्थिति है एक वृत्त स्पर्शिक सतह पर इस विशेष बिंदु को स्पर्श कर रहा है इसलिए यह स्वीकार करते हुए कि हम इसे विशिष्ट रूप से उस स्थान पर रख सकते हैं हम इस बिंदु पर सतह से बाहर निकलने वाले नॉर्मल को खींचेंगे और सतह से त्रिज्या को हटाएंगे हम कटर गोलाकार अंत के केंद्र का चयन करेंगे तो इस तरह से अगर हम नॉर्मल खींचते हैं तो यह बात होगी चलो यहाँ एक त्वरित ड्राइंग है हमारे पास इस प्रकार की सतह है मैं इस बिंदु को लेता हूं मैं यहां कटर के केंद्र बिंदु का पता कैसे लगा सकता हूं तो मैं नॉर्मलबनाता हूं यह मान लें कि यह उपकरण का त्रिज्या है इसलिए मैं एक वृत्त खींच सकता हूं और यह मेरी कटर स्थिति है तो मुझे पता चल सकता है यह कटर पर एक निश्चित बिंदु है एक बार मुझे पता है कि यह कटर स्थिति में परिभाषित है मैं इस बिंदु को भी दे सकता था यह बिंदु है बस त्रिज्या द्वारा Z अक्ष के साथ चलते हैं आपको यह बिंदु मिलेगा तो इस तरह से अगर मेरे पास कटर संपर्क बिंदु के रूप में यह बिंदु है तो मैं नॉर्मलबना सकता हूं मैं त्रिज्या द्वारा स्थानांतरित कर सकता हूं मैं कह सकता हूं कि यह कटर के गोलाकार अंत का केंद्र है यह कटर स्थिति है जो यह है इसलिए जब मैं कटर पर कुछ स्थिर बिंदु की स्थिति को परिभाषित करता हूं तो मैं कटर को विशिष्ट रूप से परिभाषित कर सकता हूं बस CC बिंदु देना पर्याप्त नहीं है अगर मैं आपको CC बिंदुओं की एक श्रृंखला देता हूं और आप ठीक कहते हैं कि यह कटर है यह कटर है यह कटर है नहीं ये सब गलत होगा उनमें से कुछ अंदर है यह छूने की स्थिति में होना चाहिए इसलिए हम कटर पर कुछ बिंदुओं को परिभाषित करते हैं जो विशिष्ट बिंदु हैं जो मान लीजिए गोलाकार भाग के केंद्र हैं और फिर हम कहते हैं कि यह एक कटर स्थान बिंदु है जो स्पेस में कटर का पता लगाता है कोई 2 स्थिति नहीं हो सकती है यह पूरी तरह से कटर संपर्क बिंदु पर सतह के संपर्क में है और यह स्पेस में इसे ठीक करने के लिए गोलाकार अंत की अपनी केंद्रीय स्थिति का स्थान है तो कटर स्थान बिंदु वे हैं जो मशीन नियंत्रण को दिए जाने चाहिए यह तुरंत समझ जाएगा हाँ यह वह स्थिति है जिसके लिए मुझे स्फेरिकल इंड का केंद्र लाना होगा इसलिए मशीन के कन्वेंशन के अनुसार हमें प्रत्येक कटर संपर्क बिंदु के लिए कटर पर एक विशिष्ट बिंदु देना होगा और इसे कटर स्थान बिंदु पर कॉल करना होगा यह कटर स्थान हो सकता है यह कटर स्थान हो सकता है इसलिए हम CLdata कटर स्थान डेटा कहते हैं यह एक अधिक विवरण में है जो गणनाओं को दर्शाता है जो एक सतह के साथ आगे के स्टेप का पता लगाने के लिए शामिल हैं यह एक बेज़ियर सतह है बेज़ियर सतह पर हमने दो बिंदुओं का चयन किया है और इन 2 बिंदुओं के बीच यह सेगमेंट फॉरवर्ड स्टेप को बताता है यदि यह फॉरवर्ड स्टेप है तो मशीनिंग किया जाएगा और डॉटेड लाइन के ऊपर का हिस्सा वास्तव में कट जाएगा एक्सटर्नल गोविंग नामक कुछ प्रभाव के कारण सामग्री का थोड़ा अधिक हिस्सा कट जाएगा लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे इस समय हम समझते हैं कि यह हिस्सा कटऑफ है और इसे इस रूप में जाना जाता है कि हम फॉर्म टॉलरेंस नामक मूल्य के समान तुलना करने का प्रयास करते हैं मान लें कि हम डिज़ाइन की सतह से अधिकतम 50 माइक्रोन का विचलन सहन कर सकते हैं इसलिए हम उस कटे हुए हिस्से को 50 माइक्रोन तक बराबर कर देंगे और इस तरह अंततः गणना करेंगे कि यह विशेष रूप से आगे की लंबाई की लंबाई क्या होनी चाहिए इसलिए हम इस गणना को और अधिक विस्तार से करेंगे हमारे बाद के व्याख्यान हम सभी को बेजियर वक्र और सतह पर एक नज़र डालते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्या है एक बेजियर वक्र या एक बेजियर सतह इसे पैरामीट्रिक वक्र के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसका अर्थ है कि भले ही हम X Y Z में कार्टेशियन समन्वय स्थान के साथ काम कर रहे हों हम एक विशेष बिंदु के कार्टेशियन स्थिति को x y या z के अलावा किसी अन्य वेरिएबल के टर्म में व्यक्त करने जा रहे हैं इस मामले में हम एक वेरिएबल u की मदद ले रहे हैं u कैसे बदल रहा है यदि यह अंतिम बेज़ियर वक्र है जिसे हम परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह बेज़ियर वक्र है u एक वेरिएबल है जो इस बिंदु पर 0 का मान लेने वाला है और यह धीरे धीरे लंबाई पास और अंत में अनुपात बढ़ा रहा है यह एक मूल्य u 1 u 0 तक ले जाता है और तेजी से u 1तक बढ़ता है लेकिन सबसे पहले हम इस आकार को कैसे परिभाषित करने जा रहे हैं गणितीय औपचारिक परिभाषा के लिए जाने से पहले हम समझते हैं कि यह वक्र कार्टेशियन स्पेस में कुछ बिंदुओं की स्थिति या स्थानों से नियंत्रित होने वाला है जिन्हें नियंत्रित बिंदु कहा जाता है तो इसका मूल रूप से यह अर्थ है कि अगर मैं इस नियंत्रण बिंदु को बाहर की ओर शिफ्ट करता हूं तो ठीक है अगर यह शिफ्ट हो जाता है तो इसका मतलब होगा वक्र भी उसी माध्यम से उस विशेष दिशा में स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगा तो जो बिंदु इस नियंत्रण बिंदु नेटवर्क को बना रहे हैं पहले नियंत्रण बिंदु और वे वक्र जो कोइंसीडेंट हैं अंतिम नियंत्रण बिंदु और वक्र वे भी कोइंसीडेंट हैं बीच में वक्र इन नियंत्रण बिंदुओं से गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता है और बीच में वक्र के अलग अलग आकार हो सकते हैं लेकिन यह हमेशा इन नियंत्रण बिंदुओं के स्थान से प्रभावित होता है अब हम इस विशेष वक्र सूत्र पर एक नजर डालते हैं एक वक्र Q पर कोई बिंदु को योग के कुछ टर्म के रूप में परिभाषित किया गया है और प्रत्येक टर्म एक नियंत्रण बिंदु कोऑर्डिनेट को बताता है तो यह नियंत्रण बिंदु कोऑर्डिनेट क्या है द् ठीक है तो हम कैसे इस का प्रतिनिधित्व सूत्र पर करते हैं यह x हो सकता है यह y हो सकता है यह z हो सकता है अगर यह x है हम विशेष बिंदु के लिए कोऑर्डिनेट मूल्य का पता लगाएंगे मेरा मतलब है कि हम वक्र पर x कोऑर्डिनेट मूल्य का पता लगाएंगे यदि यह y है यह y कोऑर्डिनेट मूल्य होगा अगर यह z है यह z कोऑर्डिनेट हो जाएगा लेकिन यह कोफिशिएंट के साथ गुणा किया जाता है एक बर्नस्टीन पॉलिनॉमियल कहा जाता है और यह मूल रूप से उस u पैरामीटर का एक फ़ंक्शन है जो वक्र के साथ बदल रहा था इसलिए यह बस इस विशेषका एक फ़ंक्शन है u पैरामीटर इसलिए मूल रूप से मेरे पास एक नियंत्रण बिंदु है यह उदाहरण के लिए एक नियंत्रण बिंदु है इसे u पैरामीटर के एक विशेष फ़ंक्शन के साथ गुणा किया जाएगा ताकि अंततः प्रत्येक बिंदु को इस बिंदु से कुछ योगदान मिले इस बिंदु से कुछ योगदान प्राप्त हो इस तरह से सभी बिंदुओं से कुछ योगदान प्राप्त करें 1st बिंदु के बारे में क्या 1st बिंदु को पहले बिंदु से पूरी तरह से और दूसरे बिंदुओं 0 से योगदान मिलता है अंक के बीच में अलग अलग नियंत्रण बिंदुओं के योगदान को साझा करते हैं अंतिम नियंत्रण बिंदु का योगदान अधिकतम है जिसके कारण वे कोइंसीडेंट हैं और अन्य नियंत्रण बिंदुओं का प्रभाव 0 है आइए इस विशेष पॉलिनॉमियल पर एक नजर डालें यह कैसा दिखता है तो यह बेज़ियर सतह का समीकरण है हम और अधिक विस्तार से बात करेंगे यह विशेष बर्नस्टीन पॉलिनॉमियल है और आइए हम देखें कि यह कैसा दिखता है तो यह विशेष u बर्नस्टीन पॉलिनॉमियल इस वजन फंक्शन सभी नियंत्रण बिंदु निर्देशांक के साथ गुणा होने पर यह nCi ×ui ×n i के बराबर है n क्या है n 0 से गिने जाने वाले नियंत्रण बिंदुओं की कुल संख्या है जिसका अर्थ है कि यदि 4 नियंत्रण बिंदु हैं तो n 3 होगा i उस योग में वह विशेष टर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं u वेरिएबल के मान है इसमें वक्र पर विभिन्न बिंदुओं के अलग अलग मान हैं 0 से शुरू और 1 में समाप्त ui I वह विशेष शब्द है जिसके बारे में हम उस योग में बारे में बात कर रहे हैं और 1 - un i इसलिए जिस तरह से यह पूरी तरह से निर्धारित किया जा सकता है और वेट फंक्शन के साथ गुणा किया जा सकता है और नियंत्रण बिंदु कोऑर्डिनेट के साथ गुणा किया जा सकता है यह एक चित्रात्मक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे एक सतह को नियंत्रण बिंदुओं की स्थिति से नियंत्रित किया जा सकता है यह एक नियंत्रण बिंदु है यह एक नियंत्रण बिंदु है अन्य सभी नियंत्रण बिंदु सतह के काफी निकट हैं केवल बिंदुओं पर शिफ्ट करने से सतह थोड़ी कम हो जाएगी बेज़ियर सतहों को कैसे खींचा जा सकता है इस बारे में विस्तृत चर्चा में नियंत्रण बिंदु स्थानों को बेज़ियर सतह को कैसे प्रभावित किया जा सकता है बेज़ियर सतह के लिए डेरिवेटिव की गणना मतलब है कि टेंजेंट वैक्टर कैसे करें और नॉर्मल से कटर आदि का पता कैसे करें इत्यादि बहुत बहुत धन्यवाद